हम इस अध्याय में दरार प्रारंभ और अनुमानित जीवन से संबंधित अवधारणाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हमने पिछली कक्षा में देखा था एक फ़ैटिग् दरार की वृद्धि के लिए पेरिस dadN और डेल्टा K से संबंधित एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण अनुभवजन्य संबंध के साथ आया था हम इसे पेरिस सिद्धांत कहते हैं और मैंने कहा फ्रैक्चर यांत्रिकी में यह एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वास्तव में डिजाइनर एलईएफएम की अवधारणाओं का उपयोग करते थे केवल तभी जब वे पेरिस द्वारा योगदान के दौरान आए थे क्योंकि इसने उन्हें व्यवहार में लागू करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया और यह पता लगाया कि क्या संरचना सुरक्षित होगी या नहीं यह जानकर कि फ़ैटिग्के कारण दरार कैसे फैलती है और मैंने यह भी उल्लेख किया है यह एक बहुत ही जटिल घटना है और दरार की वृद्धि में वातावरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है पेरिस सिद्धांत की सरलता थी उन्हें यह पता चल गया था कि दरार कैसे बढ़ती है यदि वह सभी मुद्दों को देखता था और अनुभवजन्य संबंध में आने का प्रयास करता था तो वह अनुभवजन्य संबंध में नहीं पहुंच सकता था और अब हम आज चर्चा में देखेंगे कि वास्तविक प्रयोग में देखी गई विभिन्न घटनाओं को समझाने के लिए पेरिस सिद्धांत के संशोधनों का उपयोग कैसे किया जाता है और वास्तव में इस अध्याय से पहले हमने दरार की नोक पर प्लास्टिक क्षेत्र के मॉडल की बनावट पर भी चर्चा की थी प्रयोगों में देखी गई घटनाओं को समझने के लिए यह ज्ञान उपयोगी होगा दरार समापन डिज़ाइनरDesigner's का दृष्टिकोण यही कारण है कि उस अध्याय को पहले क्यों खत्म किया गया था और अब हम एल्बर द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान लेंगे यह 1970 में किया गया था उन्होंने दरार समापन करने के लिए एक अवधारणा निकाली और उसने जो देखा वह चक्रीय तनाव के तहत बढ़ने वाली एक फ़ैटिग् दरार है जो अधिकतम आधे भार पर खुद को समापन कर सकती है और यह विशुद्ध रूप से एक प्रयोगात्मक अवलोकन था प्रयोगात्मक अवलोकन के आधार पर वह इस तरह के एक बहुत ही दिलचस्प परिणाम पर पहुंचे यह प्रभाव यादृच्छिक भार के तहत दरार वृद्धि की गणना के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है देखें आपको ध्यान रखना होगा फ़ैटिग् सबसे कठिन प्रकार के भार में से एक है जो संरचना पर कार्य करता है आपके पास स्थिर रूप से परिवर्तनशील आयाम भारण हो रहा है और कठिनाइयों में से एक है वास्तविक भार वर्णक्रम का पता लगाना यह सरल नहीं है उपलब्ध तरीके हैं और आपको साहित्य का अध्ययन करना होगा और उसके बाद ही वास्तविक भार वर्णक्रम की गणना करें तो हमेशा आपके पास परिवर्ती आयाम भार होगा मॉडल की बनावट के दृष्टिकोण से हम अध्ययन कर सकते हैं निरंतर आयाम भार के तहत दरार कैसे बढ़ती है लेकिन अगर आप ज्ञान को क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं तो आपको बिना सोचे समझे भार का हिसाब रखना होगा और यदि आप यादृच्छिक भार के लिए जाते हैं तो आपको जीवन अनुमान गणना में दरार समापन टिप्पणियों को लाना होगा और जो हम पाते हैं लगभग अधिकतम भार के आधे भार पर दरार बंद हो जाता है और दरार कैसे खुलती है प्रयोग में क्या कठिनाई है व्यवहार में दरार अपने आगे की लंबाई पर समान रूप से नहीं खुलती है और दरार समापन और खुलने की प्रक्रिया में परिवर्तनशील होता है जिससे शुरुआती प्रतिबल का प्रयोगात्मक निर्धारण मुश्किल हो जाता है देखें जब तक कि आप प्रयोग द्वारा कुछ अवलोकन नहीं करते हैं और तब इन पहलुओं की पहचान एक संख्यात्मक मॉडल द्वारा की जानी है आप एक संख्यात्मक मॉडल विकसित नहीं कर सकते हैं तो शुरू में आपको ऐसी जटिल घटनाओं के लिए प्रयोगात्मक अवलोकन करने की आवश्यकता है तो कठिनाइयों में से एक यह है कि यह कैसे देखा जाए कि दरार पूरी तरह से खोली गई है या नहीं और आप कैसे पता करते हैं क्या एक मॉडल दरार को समापन करने की घटना को प्रदर्शित करता है लोगों के पास उस पर गौर करने के तरीके भी हैं और सबसे सरल तरीका है भार झुकाव वक्र प्राप्त करना तो यदि आप एक फटे हुए भाग के लिए भार झुकाव वक्र प्राप्त करते हैं तो दरार समापन होने का अनुभव द्विरेखीय होता है यह अवलोकन है और आपके पास विस्थापन बनाम लागू प्रतिबल है और अगर आप देखें तो प्रतिबल विस्थापन संबंध द्विरेखीय है तो आपके पास शुरुआत से लेकर बाद के हिस्से तक ढलान बदलता है प्रारंभ में यह अधिक कठोर है प्रारंभिक ढलान समापन दरार से तय होती है तो इसका मतलब है अगर दरार लंबाई में छोटे होने का बर्ताव करता है फिर आपके पास एक ढलान है जो अलग है उच्च भार पर क्योंकि दरार पूरी तरह से खुली हुई है ढलान भी अलग है इसलिए अगर एक फ़ैटिग् दरार मॉडल द्विरेखीय के रूप में एक प्रतिबल विस्थापन व्यवहार का अनुभव करता है जो फिर से एक मॉडल है व्यवहार में आपके पास यहां से लेकर यहां तक सुचारू रूपांतरण होगा और यह भी यहाँ दर्शाया गया है और यहां सवाल यह है कि जब दरार समापन हो जाएगी तो आप कैसे पहचानेंगे और दरार कब खुलती है यह प्रयोगात्मक रूप से मापने के लिए बहुत मुश्किल है और लोगों ने ऐसा करने के लिए कई तरीके खोजे हैं इसका वर्णन करने का एक तरीका है आप इस प्रतिबल पर कहते हैं जब ढलान का रूपांतरण होता है तो दरार पूरी तरह से खुल जाती है और जब आपके पास एक घुमावदार हिस्सा सीधा हो जाता है तो आप कहते हैं कि दरार समापन हो गई है दरार का हिस्सा समापन है तो यह अनुमान का एक तरीका है आप जानते हैं इस स्तर पर इसको भी देखने में बुद्धिमानी है कि दरार समापन होने के मामले में इतिहास क्या था शुरू में लोगों को विश्वास नहीं था कि दरार समापन हो सकती है यह एल्बर द्वारा किया गया था 1983 में वर्तमान अंतर्वस्तु में उनके द्वारा लिखा गया एक लेख था और इसमें वे कहते हैं दरार समापन होने की घटना की मूल खोज तब की गई जब मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में स्नातक छात्र था वर्षों के निर्देशित प्रयास का परिणाम होने के बजाय यह एक फटे हुए फ़ैटिग् प्लेट को काटते समय किया गया एक दूसरा विभाजित अवलोकन था देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है आप जानते हैं कभी कभी आप बहुत व्यवस्थित अध्ययन करते हैं फिर भी आपको कोई परिणाम नहीं मिलता है यहाँ वह मानते हैं कि यह एक व्यवस्थित अध्ययन नहीं था उन्होंने एक दिलचस्प अवलोकन किया वह एक अच्छे प्रयोगवादी थे वह ब्योरा देने से नहीं चूके देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रायोगिकविदों को सचेत रहना होगा अपनी बुनियादी समझ से भटकने वाली किसी भी चीज़ को देखें उसे रिकॉर्ड करें और ईमानदारी से छानबीन की क्योंकि यदि आप विवरण करते हैं कि आप इसकी समग्रता में क्या देखते हैं तो नए सिद्धांत विकसित हो सकते हैं दरार समापन करने की अवधारणा में यही हुआ है वास्तव में जब उन्होंने विवरण किया तो इसे समुदाय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था इसे भी खारिज कर दिया गया उसके लिए मैं उनका उद्धरण पढूंगा वे कहते हैं भौगोलिक स्थिति के कारण मैं आगामी महीनों के दौरान जागरूक नहीं था जिसके दौरान मैंने अपनी थीसिस में उस खोज को लिखा था कि मैं फ्रैक्चर यांत्रिकी में मौजूदा शिक्षाओं में कई विरोधाभास करने जा रहा था या उस घटना ने परिवर्तनशील आयाम भार के तहत दरार वृद्धि की जटिलता के समाधान में कितना योगदान दिया और क्या दिलचस्प है अगले कुछ वाक्य यह इस तरह कहता है पहले अमेरिकी समीक्षक द्वारा मेरी थीसिस को अस्वीकार किए जाने के बाद मैं अपना शोध जारी रखने के लिए जर्मनी के संघीय गणराज्य गया और कहानी कुछ इस तरह है तुम्हें पता है पुअर फेलो उन्होंने एक बहुत अच्छा अवलोकन पाया और जब उन्होंने विवरण किया क्योंकि पारंपरिक सोच यह स्वीकार करने में सक्षम नहीं थी कि दरार समापन हो सकती है इसलिए उन्होंने थीसिस को अस्वीकार कर दिया फिर वह आगे बढ़ा वह नासा लैंगली के अनुसंधान केंद्र में शामिल हो गए अब यह एक स्वीकृत अभ्यास है वास्तव में मैं जो पढ़ रहा हूं वह वर्तमान अंतर्वस्तु से है यह कहता है इस हफ्ते का उद्धरण श्रेष्ठ है यह 12 दिसंबर 1983 में प्रकाशित हुआ था जहां फ़ैटिग् दरार समापन होने के महत्व पर उनका पेपर विमान संरचनाओं में क्षति की गुंजाइश एएसटीएम एसटीपी 486 के रूप में प्रकाशित 240 का बहुत उच्च उद्धरण था मुझे लगता है मुझे जो याद है 240 उद्धरण और यह एक उद्धरण श्रेष्ठ के रूप में चर्चा की जाती है जिसे मूल रूप से अस्वीकार कर दिया गया था यह एक प्रशस्ति पत्र श्रेष्ठ बन गया और हम आगे देखेंगे दरार समापन करने की अवधारणा क्या है तो यह वही है जिसका मैंने उल्लेख किया था जिसे फिर से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है 1970 में एल्बर ने सावधानीपूर्वक नियोजित प्रायोगिक जांच के एक समूह के माध्यम से प्रदर्शित किया कि शून्य से तनाव भार के लिए एक फ़ैटिग् दरार जो कि R से R 0 के बराबर है आंशिक रूप से या पूरी तरह से शून्य भार पर समापन हो सकती है और इस अवलोकन ने फ़ैटिग् दरार वृद्धि अध्ययन में नई अवधारणाओं को जन्म दिया है जाहिर है शुरुआती हिचक के बाद शुरू में लोग उसके सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहे थे एक बार जब यह आश्वस्त हो गया तो लोगों ने कहा कि इसे कैसे मॉडल बनाया जा सकता है इस अवलोकन का अंतिम उपयोग है आप अपनी दरार वृद्धि गणना को कैसे संशोधित करते हैं एक डिजाइनर का दृष्टिकोण है हम पहले डिजाइनरों के दृष्टिकोण को देखेंगे इसलिए उन्होंने क्या किया है दरार का समापन करने के लिए डिजाइनरों ने एक संशोधित पेरिस सिद्धांत प्रयोग किया है जो निम्नानुसार है सामान्य पेरिस सिद्धांत में dadN बराबर C डेल्टा K पॉवर m यहाँ डेल्टा K शब्द को डेल्टा Keffective रूप में रखा गया है और आप कैसे परिभाषित करते हैं डेल्टा Keffective क्या है मान लीजिए मेरे पास एक साइनसोइडल भिन्नता है और मेरे पास Kmax और Kmin 0 है लेकिन आपके पास केवल एक खास प्रतिबल पर दरार खुलने लगती है बाद में आप जानते हैं केवल दरार प्रभावक हो जाती है K op के इस मान से दरार समापन हो जाती है तो प्रभावक डेल्टा k K max और K op के बीच है इसलिए लोग डेल्टा Keffective होने से दरार समापन होने की घटनाओं को लागू करना कर सकते हैं अब सवाल यह है कि डेल्टा Keffective को कैसे पाया जाए यह वह जगह है जहाँ चुनौती निहित है यह कोई साधारण काम नहीं है वैचारिक रूप से दरार केवल चक्र के एक भाग के लिए प्रभावी है तो आप देखते हैं वास्तविक डेल्टा K की बजाय डेल्टा Keffective क्या है इसलिए आपको यह पता लगाना होगा कि डेल्टा Keffective कैसे प्राप्त किया जाए कई मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं लोगों ने प्रयोग किया और उसकी गणना की और आपको इसमें भी लाना होगा प्रतिबल अनुपात R के प्रभाव के रूप में R के एक फंक्शन के रूप में डेल्टा Keffective कैसे परिवर्तन करता है तो यह है कि अनुसंधान कैसे आगे बढ़ा और हम देखेंगे कि उन्होंने डेल्टा K को कैसे विकसित किया तो डेल्टा Keffective K max माइनस K ओपनिंग जहां K op KI का मान है जब दरार चक्र के दौरान पूरी तरह से खुलती है और इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है लेकिन हमें यह करना होगा कि अगर मुझे हमारी दरार वृद्धि गणना में दरार समापन को जड़ना है अनुभवजन्य संबंध बताए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दरार समापन वास्तव में होता है एल्बर ने यह दिखाने के लिए फ्रैक्चरोग्राफिक साक्ष्य भी प्रदान किए कि दरार समापन धारियों के स्वरूप के आकार को प्रभावित कर सकता है देखिए यदि आप इतिहास को देखते हैं तो जो कोई भी खोज को विवरण करता है उसे हां उसकी खोज सही है 'को सही ठहराना है यदि वह मेहनत नहीं करता है तो उस अवधारणा को मान्यता नहीं मिलती है हमने डगडेल मॉडल के मामले में देखा था उन्होंने प्रयोग किया था लेकिन उन्होंने परिणाम की सूचना नहीं दी इसलिए शुरुआती चरणों में डगडेल मॉडल को स्वीकार नहीं करने के लिए पेशवर लोगों के बीच संदेह था एक बार जब हैन और रोसेनफील्ड ने प्रयोगात्मक सबूत प्रदान किए तो लोगों ने डगडेल मोड का उपयोग करना शुरू कर दिया इसलिए एल्बर के मामले में जब उन्होंने दरार को समापन करने की सूचना दी तो बाद में उन्होंने ऐसा करने के लिए भ्रामक सबूत भी दिए और प्रभाव यह है कि धारियों की ऊंचाई दरार समापन होने के दौरान विकृति के कारण चपटी हो जाती हैं और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है पूरी तरह से खुली दरार के अनुरूप प्रतिबल तीव्रता कारक का अनुमान कैसे लगाया जाए और आपको ध्यान रखना होगा फ्रैक्चर टफनेस के विपरीत K ओपनिंग पदार्थ का स्थिरांक नहीं है बल्कि कई कारकों पर निर्भर करता है तो यह समस्या को मुश्किल बनाता है विभिन्न मिश्र धातु अलग अलग दरार समापन व्यवहार दिखाते हैं तो यह एक अवलोकन है तो आपको बहुत सारे परीक्षण करने होंगे यह पता लगाने के लिए यहां तक कि एक दिए गए मिश्र धातु के लिए अलग अलग भार व्यवस्था में दरार समापन व्यवहार अलग है तो यह समस्या को और अधिक जटिल बनाता है और मुझे लगता है आपके पास एल्बर द्वारा शोध पेपर है यह 1970 में प्रकाशित हुआ चक्रीय तनाव के तहत फ़ैटिग् दरार वृद्धि है यह इंजीनियरिंग फ्रैक्चर मैकेनिक्स में प्रकाशित हुआ था यह 37 से 45 पृष्ठ के बीच का वॉल्यूम नंबर 2 है आप जा सकते हैं और इस पर एक नज़र डाल सकते हैं कि उन्होंने कैसे काम प्रस्तुत किया है Keff के लिए अनुभवजन्य संबंध इसलिए यह पता लगाने के लिए आपके पास अनुभवजन्य संबंध हैं कि डेल्टा Keffective क्या है और आप जानते हैं सभी एयरोस्पेस संरचनाओं के लिए एल्यूमीनियम बहुत महत्वपूर्ण है तो आपके पास 2023 का टाइटेनियम है जो कि T3 एल्यूमीनियम है एल्बर ने बताया कि डेल्टा Keffective डेल्टा K को 05 प्लस 04 R के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ R प्रतिबल अनुपात है और उन्होंने 0 से R तक की सीमा के लिए समीकरण निकाला R का मान 0 से 07 के बीच है और अन्य शोधकर्ता भी थे जिन्होंने R की इस सीमा को बढ़ाया है लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह पता लगाने का कोई तरीका होना चाहिए कि Keff होने का क्या मूल्य है यदि आवश्यक हो तो मैं इसे बढ़ा भी सकता हूं तो यह वह समीकरण है जो आपके पास है और एक अन्य शोधकर्ता ने बताया कि यदि नेगटिव R पर विचार किया जाना है तो उसी मिश्र धातु के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करना चाहिए यह थोड़ा अधिक विस्तृत है इस पर भी हमारी नजर रहेगी यहाँ से बाहर जो भी रास्ता दिखाओ लेकिन आप अभिव्यक्ति लिख सकते हैं डेल्टा Keffडेल्टा K बराबर 055 प्लस 033R प्लस 012R वर्ग हैं यह R के बराबर है जो माइनस 1 से 054 के बीच है R माइनस 1 और 054 के बीच स्थित है आपकी एक और अभिव्यक्ति है देखें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास अनुभवजन्य संबंध उपलब्ध हैं दरार समापन वर्तमान केंद्र बिंदु तो साहित्य को देखो अपने दिए गए मिश्र धातु के लिए पता लगाएं उपयोग करने के लिए अनुभवजन्य संबंध क्या है तब आप दरार समापन करने की अवधारणा का उपयोग करने में सक्षम होंगे और दरार समापन होने का वर्तमान केंद्र बिंदु क्या है क्योंकि शुरू में लोग दरार समापन के लिए सहमत नहीं थे एक बार जब उन्होंने स्वीकार करना शुरू कर दिया तो लोगों ने अतिरिक्त काम भी किया दरार समापन व्यवहार और दरार वृद्धि दर उसके प्रभाव को मापना उसकी विशेषता और अनुमान लगाने के लिए विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा कई प्रयास किए गए हैं इस शोध का अधिकांश हिस्सा प्रयोगात्मक प्रकृति का है कि मैंने क्या कहा घटना जटिल है तो शुरू में आपको समझना होगा कि प्रयोगों के माध्यम से क्या हो रहा है इस तरह के आगत के साथ आपके लिए संख्यात्मक मॉडल विकसित करना संभव है और प्रयोग में मुख्य कठिनाई क्या है प्रयोगों में मुख्य कठिनाइयों में से एक मोटे नमूने में मध्य खंड में विस्थापन इतिहास की जानकारी प्राप्त करना है देखें मैंने पहले ही उल्लेख किया है दरार की शुरुआत सामने की ओर एक समान नहीं है इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या मेरे पास एक मोटा मॉडल है बीच के हिस्से में दरार की शुरुआत हुई है या नहीं मुझे प्रयोगात्मक माप करना होगा तभी यह अधिक यथार्थवादी होगा यह एक चुनौती बन गया है यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह आसानी से सुलभ नहीं है मुझे लगता है आप इन स्थितियों को लिखने में सक्षम हैं और आपके लिखने के लिए समय पर्याप्त है यह देखने के बाद कि प्रयोग कठिन है वर्तमान ध्यान घटना का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त संख्यात्मक मॉडल विकसित करने पर है यही नहीं वे T प्रतिबल के प्रभाव का भी पता लगाना चाहते हैं यह फोटो इलास्टिशियन के लिए सिग्मा नॉट X है हमने इसे समझने में पर्याप्त समय बिताया है जब हमने दरार नोक प्रतिबल और विस्थापन क्षेत्रों पर चर्चा की इसलिए वे केवल प्रतिबल तीव्रता कारक K लिए सीमित नहीं करना चाहते हैं वे दूसरे टर्म में भी जाना चाहते हैं और इस तरह का प्रयास परिमित तत्व विधियों का उपयोग करके किया जाता है जो हाल ही में रॉयचौधरी और डोड्स द्वारा सूचित किया गया है यह 2004 में एक पेपर है मुझे लगता है मैं आपके लिए इसे पढ़ूंगा यह रॉयचौधरी और आरएच डोड्सR H Dodds द्वारा है 3D छोटे पैमाने पर यील्ड में फ़ैटिग् दरार समापन होने पर T प्रतिबल का प्रभाव ' यह इंटरनेशनल जर्नल आफ सॉलिड्स एंड स्ट्रक्चर पर है जिसे 2004 में प्रकाशित किया गया था आप पेपर का विवरण देख पाएंगे और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको पता है कि मैं एक और नोट साझा करना चाहूंगा जो कि उद्धरण उत्कृष्ट में आया था जिसे एल्बर ने लिखा था वह इस तरह का उल्लेख करता है लाभदायक अनुप्रयोग के लिए किसी भी घटना की प्रारंभिक खोज से समय अक्सर लंबा होता है इस मामले में मतलब दरार समापन में संख्यात्मक दरार वृद्धि गणना में दरार समापन होने का समावेश सटीकता में लाभ के लिए महत्वपूर्ण लागत और जटिलता जोड़ता है केवल अंतरिक्ष और वैमानिकी उद्योगों में आवश्यक कई उद्योग सरल और कम सटीक सिद्धांतों का उपयोग करना जारी रखेंगे बुनियादी अनुसंधान के एक क्षेत्र के रूप में दरार समापन करने में निरंतर काम छोड़ देंगे एक चक्र में दरार के आगे अवशिष्ट प्रतिबल प्लास्टिसिटी प्रेरित दरार समापन तो आपको ध्यान रखना होगा आप जानते हैं यदि आप एक नई घटना को नियोजित करना चाहते हैं तो यह सस्ता नहीं है यह एक अतिरिक्त लागत के लिए आता है अब हम क्या करेंगे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दरार क्या है दरार समापन होने की विभिन्न श्रेणियां हैं और हम पहले देखेंगे प्लास्टिसिटी प्रेरित दरार को समापन करें और पहली अवधारणा जो आपको सीखनी है वह है एक चक्र में दरार के आगे अवशिष्ट प्रतिबल क्या है और यहां एक छोटे से फैशन में जो दिखाया गया है वह वास्तव में है जब आपके पास एक साइनसोइडल भार होता है तो आप वास्तव में वक्र के एक आधे हिस्से को देख रहे हैं जहां आप 0 से अधिकतम तक जा रहे हैं इसलिए जब मैं 0 से अधिकतम तक जाता हूं तो हम देखते हैं कि दरार की नोक पर क्या होता है तो आप 0 से अधिकतम तक जाते हैं और फिर नीचे आते हैं और जितना संभव हो सके इसका साफ रेखाचित्र बनाएं तो मेरे पास दरार के रूप में है मेरे पास r के रूप में अक्ष है यह नापी गई दूरी है और इस धुरी में आपके पास प्रतिबल चिह्नित है तो आपके पास ट्रेसका यील्ड मानदंड हैं मैंने इसे सिग्मा x के रूप में चिह्नित किया है तो यह क्षैतिज होगा और दरार अक्ष के साथ इसके कुछ भिन्नता होगी और हमने पहले ही देखा है मोड I के मामले में प्लास्टिक क्षेत्र कुछ इस तरह होगा और जो नीले रंग में दिखाया गया है वह इलास्टिकली विकृत पड़ोस है हल्का हल्का भूरा रंग एक ऐसी सामग्री को दर्शाता है जो बहुत प्लास्टिकली विकृत होती है तो आपको क्या पहचानना है हालांकि एक दरार की उपस्थिति के कारण आपका बाहरी भार बहुत छोटा है जब भार को धीरे धीरे 0 से उच्च तक बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से आपके पास दरार की नोकके पास प्लास्टिक विरूपण होगा तो यह भार के दौरान होता है और हमारा ध्यान क्या है हम देखना चाहते हैं चक्र में दरार के आगे अवशिष्ट प्रतिबल क्या है यह भी आपको नोट करना है हम सिर्फ एक नवीन सामग्री को देख रहे हैं हमने इसे पहली बार भार किया है और आपके पास एक प्लास्टिक क्षेत्र है जो एक लचीला क्षेत्र से घिरा हुआ है और जब मैं भार को कम करता हूं तो क्या होगा भार उतरेगा जो कुछ भी लचीला क्षेत्र में हुआ है वह वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा अगर दरार नोक पर कोई प्लास्टिक विरूपण नहीं है तो स्प्रिंग बैक सभी में एक समान होगा लेकिन क्योंकि आपके पास दरार नोक के पास प्लास्टिकली विकृत क्षेत्र है इलास्टिक पुनः प्राप्ति होगी और इस क्षेत्र में सिकुड़न होगा आइए देखते हैं क्या होता है सचित्र तो आपके पास एक क्षेत्र होगा जहाँ यह अभी भी प्लास्टिक क्षेत्र की स्थिति के तहत आकार में बहुत छोटा है क्योंकि आसपास के क्षेत्र में इलास्टिक पुनः प्राप्ति होगी और संक्षेप में आपके पास एक चक्र के अंत में एक अवशिष्ट प्रतिबल होगा आप इस अवधारणा को जानते हैं आपको सराहना करनी होगी एक चक्र के अंत में निश्चित रूप से आपके पास अवशिष्ट प्रतिबल स्वरूप होगा जो दरार नोक के पास संपीड़ित होता है और आगे तनाव होता है और हम देखते हैं कदम क्या हैं इलास्टिक क्षेत्र स्प्रिंगबैक हो जाता है जब भार हटा दिया जाता है इस प्रक्रिया में प्लास्टिकली से विकृत हिस्से पर एक संपीड़ित भार को लागू किया जाता है तो आपके पास एक अवशिष्ट संकुचित प्रतिबल और एक अवशिष्ट तनाव होगा आप जानते हैं यदि आप इसे समझते हैं तो कई अन्य चर्चाएं जब एक अधिभार होता है तो क्या होता है दरार समापन होने पर क्या होता है इस सब के लिए आपको यह पहचानना होगा कि भार बढ़ गया है और कम हो गया है आपके पास दरार नोक के आगे एक अवशिष्ट प्रतिबल है

यह पहला ज्ञान है जो आपको मिलना चाहिए इसलिए मैं जो करूंगा मैं इस एनीमेशन को फिर से दोहराऊंगा आपने इस स्केच को यथासंभव सावधानी से खींचा है और अब हम क्या करेंगे हम उस एनीमेशन को फिर से दोहराएंगे जहां मैं दिखा रहा हूं 0 से उच्च मान में भार बढ़ने पर क्या होता है तो आपके पास एक प्लास्टिक क्षेत्र होगा और यह लचीला क्षेत्र है और यह लचीला क्षेत्र से घिरे दरार नोक पर प्लास्टिक क्षेत्र का अनुमानित आकार है और यह योजनाबद्ध है मत सोचो दरार के चारों ओर केवल एक घेरा लचीला है नहीं ऐसा नहीं है सिर्फ दृश्य के उद्देश्य से क्योंकि हमें महसूस करना है कुछ जाता है और उसे संकुचित करता है आप जानते हैं वह दृश्य बहुत अच्छा है जब मैं नीले रंग में कुछ दिखाता हूं और तब यह काम करता है अब मैं जो करने जा रहा हूं वह भार को कम करने वाला है यह कहानी है जब भार 0 से उच्च भार तक बढ़ा दिया जाता है और यह प्लास्टिक क्षेत्र तनाव के अधीन है यह सिग्मा ys का मान है जब इलास्टिक स्प्रिंग बैक होता है जब भार कम हो जाता है तो आपके पास एक प्लास्टिक क्षेत्र है जहाँ प्रतिबल माइनस सिग्माys है और यही यहाँ दिखाया गया है और आपके पास अवशिष्ट तनाव के बाद एक संपीड़न है यदि आप इसे समझते हैं तो हमारे भविष्य के सभी विचार विमर्श चर्चा करना आसान हो जाता है अब आपको यह देखना होगा कि अगर मेरे पास कई चक्र हैं तो दरार प्लास्टिक के हलचल जागृत क्षेत्र से गुजर जाएगी हम वह भी देखेंगे मेरे पास एनिमेशन का बहुत अच्छा समूह है और हम इसके माध्यम से देखेंगे एक बढ़ती फ़ैटिग् दरार में दरार नोक के पीछे एक प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र विकसित होता है तुम्हें पता है मेरे पास प्रारंभिक दरार लंबाई है और यहां जो दिखाया गया है वह यह दर्शाता है कि आप एक चक्रीय भार कर रहे हैं आप देख रहे हैं एक चक्र के अंत में क्या होता है कई चक्रों के बाद क्या होता है तुम्हें पता है दरार लंबाई में बढ़ रही है प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र इसलिए जब दरार लंबाई में बढ़ती है तो प्लास्टिक क्षेत्र भी आकार में बढ़ेगा यह समान आकार का नहीं रहने वाला है यह बढ़ती ही जा रही है यही वह है जो एनीमेशन में दर्शाया गया है और तुम उसका निरीक्षण करते हो यह पर्याप्त रूप से लंबी दूरी के लिए किया जाता है और दरार प्लास्टिक रूप से विकृत भाग से गुजरती है जिसे प्लास्टिक जागृत क्षेत्र कहा जाता है और जो एल्बर ने आधार दिया था प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र में अवशिष्ट स्ट्रेन के अस्तित्व के कारण दरार समापन होता है देखें यदि कोई फ़ैटिग् भार नहीं है तो आपके पास अवशिष्ट प्रतिबल का निर्माण नहीं होगा क्योंकि भार बढ़ा और घटा है एक अवशिष्ट प्रतिबल का निर्माण होगा अवशिष्ट प्रतिबल के कारण दरार को उसी के माध्यम से उतरना पड़ता है प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र में अवशिष्ट स्ट्रेन के अस्तित्व के कारण दरार भी समाप्त हो जाता है हम देखेंगे कि कैसे मेरे पास एक एनीमेशन है जो बताता है लेकिन आपको पहचानना होगा जैसे जैसे दरार बढ़ती है प्लास्टिक क्षेत्र का आकार बढ़ता रहता है और प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र का निर्माण भी और यह आपके चक्रीय भार के साथ जाता है जो कि नीचे दर्शाया गया है विभिन्न प्रकार के दरार समापन तुम्हें पता है तुमने देखा होगा कि एक कंपन था इसलिए मुझे लगता है मैं जो कर सकता हूं वह है मैं इसे जल्दी से ज़ूम कर सकता हूं तो आप देखेंगे यह केवल दिखाता है कि मैं इस तरह के भार के बाद एक टूटे हुए नमूने को देख रहा हूं तो आप यहाँ क्या ढूँढ रहे हैं दरार किनारों के साथ सामग्री की एक पट्टी जिस पर अब भार नहीं है लेकिन प्लास्टिक विरूपण हो गया है जहां पहले प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र का गठन था हमने इसे पिछली स्लाइड में देखा था और यहाँ क्या दर्शाया गया है मेरे पास एक चक्रीय भार है और मैं चर्चा करता हूँ कि इस बिंदु पर क्या होता है अर्थात् कुछ चक्रों के बाद उच्च भार पर दरार की कहानी इस तरह होगी मेरे पास एक दरार पूर्णतया खुली हुई है लेकिन यह एक प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र होगा दरार किनारों के साथ सामग्री की एक पट्टी हालांकि अब इस पर भारण नहीं है लेकिन प्लास्टिक विरूपण हो गया है जहां पहले प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र का गठन था तो आप प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र है दिखाया गया है मान लीजिए मैं भार कम करता हूं तो क्या होता है जब दरार किनारा के स्थायी बढ़ाव के कारण भार कम हो जाता है तो वे भार 0 होने से पहले बंद हो जाता है तो यह वही है जो यहां दिखाया गया है आदर्श रूप से केवल जब भार बिंदु इस पर आता है तो प्रतिबल का मान 0 होता है लेकिन इस स्तर पर भी आप पाते हैं कि दरार बंद है तो प्रभावक एसआईएफ को इस बिंदु से इस तक गणना करना होगा यह 0 से Kmax तक नहीं जा सकता इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है तो आप वास्तव में जो देख रहे हैं वह चक्रीय भार के कारण है अगर भार बढ़ा और घटा है तो अवशिष्ट प्रतिबल का निर्माण होता है अगर मेरे पास इस तरह के कई चक्र हैं तो दरार को प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र से गुजरना पड़ता है और प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र भार के 0 तक पहुंचने से पहले दरार को समापन कर देता है तो इसका मतलब है कि भार का केवल एक हिस्सा दरार से महसूस होता है यही कारण है कि हमारे पास Keff है और यह एलबर्ट द्वारा प्रस्तावित मॉडल था और बाद में इसी तरह के मॉडल विभिन्न स्थितियों के लिए प्रस्तावित किए गए हैं तो आपके पास यहां क्या है दरार पूरी तरह से खुली है जब भार अपने उच्च पर है लेकिन भार 0 तक पहुंचने से पहले ही दरार समापन हो जाती है इसलिए यह वह समस्या है जिसे आपको ध्यान में रखना है और यह बताता है दरार समापन होने की घटनाओं को कैसे समझा जाए और आप एनीमेशन को फिर से देख सकते हैं इस मामले के लिए आपके पास प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र है और यह बताता है कि प्लास्टिक हलचल जागृति क्या है और जब भार कम हो जाता है तो यह दिखाता है आप पाते हैं कि भार का अभी भी कुछ मान है दरार बंद हो चुका है और आपके पास शून्य भार पर विशिष्ट अवशिष्ट प्रतिबल स्वरूप भी है और मुझे लगता है मैं इसे आपके लिए बढ़ा सकता हूं इसलिए मेरे पास यह समापन प्रतिबल के रूप में है और आपके पास यहां एक अवशिष्ट तनाव है और इस वजह से दरार की सतह समापन हो जाती है और यह dadN गणना द्वारा उचित रूप से नमूने की बनावट की जानी चाहिए और वह है जो अगली स्लाइड में दिया गया है इसे देखते हुए दरार चेहरे तब तक नहीं खुलते हैं जब तक कि K K ओपनिंग तक नहीं पहुंच जाता है आप पहले ही इस ग्राफ को खींच चुके हैं यह सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए है कि आपको डेल्टा Keff उपयोग करना है और हमने यह भी देखा है यह महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके पास अनियमित भार होती है निरंतर आयाम भार के लिए शायद आप इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं लेकिन अंतरिक्ष संरचनाओं के लिए आपको निश्चित रूप से करना होगा एल्बर की सिफारिश थी और यह एक लागत के साथ आता है यह सस्ता नहीं है एक बार जब आप इसकी सराहना करते हैं तो ऐसे अन्य मॉडल भी दिए जाते हैं जो समान तार्किक ढांचा कार्य पर समझने में आसान होते हैं चरण परिवर्तन के कारण दरार समापन भी हो सकता है अवशिष्ट स्ट्रेन चरण परिवर्तन जोकि लागू प्रतिबल के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ जो दरार बंद होने का कारण है घटना की पदार्थ उपस्थिति प्लास्टिक से प्रेरित मामले से बहुत मिलती जुलती है प्लास्टिक हलचल जागृति के बजाय यहां यह सभी चरण परिवर्तन द्वारा तय किया जाएगा अन्यथा दोनों के बीच तुलना है और जो यहाँ उल्लेखित है यह प्लास्टिसिटी प्रेरित दरार समापन के समान है यहां फिर से आप कुछ चक्रों के बाद उच्च भार पर देखें उच्च भार पर दरार खुली हुई है बस इसे प्लास्टिक हलचल जागृत क्षेत्र से अलग करने के लिए यहां छायांकन अलग है लेकिन चित्र अनिवार्य रूप से समान हैं और इसका कारण चरण परिवर्तन है और अब आप देखते हैं जब 0 से पहले भार कम हो जाता है तो दरार समापन हो जाती है यह चरण परिवर्तन के कारण है तो यह वही है जो यहाँ इंगित किया गया है इसलिए एक बार जब लोग एल्बर्ट द्वारा आधारित किए गए दरार को समापन करने की अवधारणा को समझ गए कई अन्य तंत्रों की पहचान की गई है एक प्लास्टिसिटी प्रेरित की वजह से है यहाँ यह चरण परिवर्तन के कारण है और तीसरा मामला कील प्रेरित दरार समापन है यह ऑक्साइड के कारण हो सकता है आमतौर पर आक्रामक वातावरण से जुड़ा होता है दरार वाले चेहरों के बीच जंग उत्पाद बन जाते हैं जो यहाँ दिखाया गया है मैं इसे थोड़ा बड़ा दिखा सकता हूं जंग लगने के कारण आपके पास जंग उत्पाद दिखाया गया है और जब भार कम हो जाता है तो आप जानते हैं जंग उत्पादों के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे दरार समाप्त हो गया है यह दरार समापन होने का एक समान प्रभाव है और इसे ऑक्साइड प्रेरित समापन कहा जाता है तो यह आक्रामक वातावरण में देखा जाता है हर मामले में दरार समापन होने पर चर्चा करते हुए हम चक्रीय भार दिखाते हैं आप देखिए उच्च भार पर क्या होता है और भार कम होने पर क्या होता है और जब दरार वाले चेहरे समाप्त हो जाते हैं तो यही तरीका है कि आपको व्याख्या करना है कि बाईं तरफ क्या दिया गया है और दाईं ओर क्या दिया गया है बाएं भार दिखाता है और हरा बिंदु भार इतिहास में दिखाता है कि हम वास्तव में दरार चेहरों को किस बिंदु पर देख रहे हैं यह उच्च भार पर है फिर आपके पास खुरदरापन प्रेरित समापन भी है यह एक और घटना है और जो बताया गया है वह फ़ैटिग् फ्रैक्चर सतह का सूक्ष्म खुरदरापन है सूक्ष्म स्तर पर सूक्ष्म संरचनात्मक विषमता के कारण मिश्रित मोड की स्थिति मौजूद हो सकती है आप जानते हैं एक बार जब आप यहां आते हैं तो आपके पास बहुत अधिक पदार्थ विज्ञान ज्ञान होना चाहिए यह सभी अतिरंजित चित्र हैं मैं दिखाने जा रहा हूं तो मत आओ और कहते हैं क्यों आप दरार चेहरे को दांतेदार के रूप में डालते हैं इस तरह के उच्च आवर्धन पर यहां तक कि एक सीधा किनारा केवल दांतेदार दिखाई देगा तो आपको देखना होगा ये स्थूल चित्र नहीं हैं अत्यधिक आवर्धित सूक्ष्म चित्र इस तरह से आपको इसे देखना होगा और क्या उल्लेख किया गया है मोड II के कारण विस्थापन ऊपरी और निचले दरार वाले चेहरों के बीच बे मेल का कारण बन सकता है जो दरार समाप्त घटना को करने में योगदान देता है और हम इसे एक तस्वीर के रूप में भी देखेंगे यहाँ फिर से आप भार इतिहास देखते हैं उच्च भार पर आप इसे देख रहे हैं और कम भार पर आपके पास इस तरह की एक तस्वीर है मुझे लगता है मैं इसे आपके लिए बढ़ा सकता हूं और इसे मोड II प्रेरित समापन कहा जाता है और यह मोड II भार सूक्ष्म स्तर पर आता है तो आपको जो ध्यान में रखना होगा वह है दरार समापन एक स्वीकृत घटना है हालांकि शुरुआत में इसे स्वीकार नहीं किया गया था बाद में लोगों ने इसकी भूमिका को पहचान लिया और कई अन्य तंत्र भी लोगों ने देखे और वर्गीकृत किए हैं तो उन सभी मामलों में आपके पास एक कार्यप्रणाली होनी चाहिए कैसे पता लगाने के लिए डेल्टा Keff तो आपको अधिक परीक्षण करने होंगे और साहित्य को देखना होगा और यह पता लगाना होगा कि डेल्टा Keff क्या है तभी आप dadN का पता लगाने के लिए दरार समापन मॉडल का उपयोग कर पाएंगे देखिए एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है जिसे आपको ध्यान में रखना है मान लीजिए मेरे पास एक अधिभार है क्या यह फ्रैक्चर यांत्रिकी के दृष्टिकोण से फायदेमंद है या नहीं देखें यदि आप याद करते हैं तो मेरी शुरुआती चर्चा में मैंने कहा है कि प्लास्टिसिटी फ्रैक्चर यांत्रिकी का मित्र है दरार वृद्धि पर अधिभार का प्रभाव वास्तव में हम केवल उसी के आधार पर बहस करेंगे और लोगों ने देखा है यदि आप कभी प्रमाणर्थ परीक्षण करते हैं तो संरचना का जीवन बेहतर हो जाता है प्रमाणर्थ परीक्षण में वे क्या करते हैं वे संरचना को 125 प्रतिशत तक भार करते हैं जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है तो आप वास्तव में आवधिक अंतराल पर एक अधिभार डाल रहे हैं लोगों ने वास्तविक अभ्यास से देखा है कि इसने संरचना के जीवन में मदद की है और आपके पास प्लास्टिक विरूपण पर आधारित एक प्रमाण होगा जो वास्तव में अधिभार में मदद करता है और किस तरह का अधिभार यह एक और सवाल है तो हम इस तरह के एक ग्राफ को देखेंगे X अक्ष पर आपके पास किलोसाइकिल की संख्या है Y अक्ष पर दरार की लंबाई लगाई जाती है यह y अक्ष पर एक लॉग ग्राफ है और शुरू में आप एक स्थिर आयाम लेंगे और हमें देखते हैं इस मामले के लिए दरार वृद्धि कैसे है इसके लिए आपके पास कुछ नंबर भी दिए गए हैं यह 48 एमपीए से 113 एमपीए तक भिन्न है और आप पाते हैं दरार वृद्धि कुछ इस तरह है मान लीजिए कुछ समय बाद मेरे पास एक अधिभार है जो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाता है इस ग्राफ के लिए यह 188 एमपीए से माइनस 28 एमपीए तक जाता है और दरार की वृद्धि कैसे दिखती है इसलिए निश्चित रूप से दर जिस पर दरार पॉजिटिव से नेगेटिव तक अतिभार जाने के बाद बढ़ती है निश्चित रूप से जब आप स्थिर आयाम होते हैं तो आप जो देखते हैं उससे छोटा होता है लेकिन वास्तव में संरचना को फायदा नहीं हुआ है मुझे एक और मामला लेना चाहिए जहां मेरे पास केवल पॉजिटिव दिशा में एक अधिभार है दरार वृद्धि दर कैसे बदलती है और जो आप यहां पाते हैं जब केवल पॉजिटिव दिशा में अधिभार होता है तो निश्चित रूप से दरार वृद्धि में मंदता होती है और मेरे पास यहाँ एक और अतिभार है यहाँ एक और अधिभार आपको जानना होगा ऐसा क्यों है फिर भी यह फायदेमंद है तो ज्ञान संरचना के समय समय पर प्रमाणर्थ परीक्षण के सरासर अनुभव से प्राप्त लोगों ने इसके जीवन में मदद की है आपके पास फ्रैक्चर यांत्रिकी के दृष्टिकोण से उत्तर है जिस तरह से हम देखने जा रहे हैं वह प्लास्टिक क्षेत्र से कहीं ज्यादा बड़ा होगा जब मेरे पास एक अधिभार होता है तो प्लास्टिक क्षेत्र बहुत बड़ा होगा इस मंदता में मदद मिली है इसलिए प्लास्टिक क्षेत्र का मॉडल की बनावट बहुत महत्वपूर्ण है और पहचानते हुए जब आपके पास एक चक्रीय भार होता है तो आप दरार नोक के आगे एक अवशिष्ट प्रतिबल होने जा रहे हैं और जब मुझे कभी कभार अधिभार होता है तो मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लास्टिक क्षेत्र होगा और इस दरार को उस प्लास्टिक क्षेत्र के माध्यम से मिटाना पड़ता है तो एक अर्थ में दरार वृद्धि को मंद करता है और उसके लिए आपके पास एक मॉडल है और यह मॉडल व्हीलर द्वारा प्रस्तावित है इसका विवरण हम अगली कक्षा में देखेंगे फिर वह मूल आधार में वापस जाएगा कि पेरिस ने dadN की विवरण कैसे की इसमें संशोधन किया जाएगा जो अधिभार के प्रभाव को समायोजित करेगा और यह फ्रैक्चर साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है दरार वृद्धि पर अधिभार का प्रभाव तो एक ग्राफ में आप स्थिर आयाम के लिए देखते हैं दरार कैसे बढ़ती है उलटे अधिभार के लिए यह मंदता कैसे होती है एक दिशा में अधिभार के लिए मंदता काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इस वर्ग में हमने अनिवार्य रूप से एल्बर द्वारा प्रस्तावित दरार समापन करने की अवधारणाओं को देखा है हमने यह भी देखा कि वह दरार समापन होने पर कैसे पहुंचे कैसे परिणाम शुरू में समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया था स्थिर प्रयास के बाद वह इस घटना को स्वीकार करने के लिए एक वैज्ञानिक समुदाय की सुविधा के लिए सक्षम हो गया है अब यह एक दिनचर्या बन गया है अग्रवर्ती अनुमानित उम्र गणनाओं में लोगों ने उसे लागू कर दिया है NASGRO सॉफ्टवेयर की तरह और ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिसे आप जीवन अनुमान गणना के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं धन्यवाद